शब्द संग्रह एक्चुएटरPID कंट्रोलर फ्रीक्वेंसी नॉइज पोजीशन फॉर्म नॉइज सुप्रभातPID कंट्रोल के इस पाठ्यक्रम के विषय व्याख्यान 12 में आपका स्वागत है अब हम एक ऐसी घटना देखेंगे एक ऐसी समस्या जो आमतौर पर इंटीग्रल कंट्रोल के साथ होती है और यह तब होती है जब आपके पास ऑटो मैनुअल ट्रांसफर हो अब मुझे इस टर्म को समझाने दीजिए ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जो ऑपरेटर को इनपुट देने की अनुमति देगा और कुछ निश्चित परिस्थितियों में यदि आप चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक कंट्रोलर को बाइपास कर सकते हैं और कुछ इनपुट उपकरणों जैसे एक पोटेंशियोमीटर या एक नॉब या एक स्विच का उपयोग करके प्लांट को मैनुअल इनपुट दे सकते हैं और इसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं लेकिन आखिरकार आप प्लांट को हमेशा मैनुअली नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए आप ऑटोमेटिक कंट्रोल पर स्विच करना चाहते हैं अब इस हस्तांतरण के दौरान समस्या हो सकती है जिसे हम अभी देखेंगे तो यह वह मामला है आप देख सकते हैं कि यह प्रक्रिया है यह एक्चुएटर है और एक्चुएटर में इनपुट स्वचालित PID कंट्रोलर से आ सकता हैजोकि स्वचालित कंट्रोल है और यह मैनुअल है इसलिए वास्तव में ऑपरेटर यहां कुछ इनपुट दे रहा है यहां एक स्विच है जिसे आप झटका दे सकते हैं तो यहां इंटीग्रेटर या तो PID कंट्रोलर या फिर मैनुअल कंट्रोलर से इनपुट पाता है अब कल्पना कीजिए अब प्रमुख प्रश्न यह है कि मुझे यह कैसे पता चलेगा कि मुझे कब ट्रांसफर करना है उदाहरण के लिए मान लीजिए यहां इनपुट 1 volt था अब मुझे यह कैसे पता चलेगा कि इसे कब ऑटो पर स्विच करना है यहां पर मौजूद इनपुट हो सकता है 10 volt हो तो अब यह होगा कि पहले एक्चुएटर 1 volt इनपुट पा रहा था और अब अचानक 10 volt इनपुट एक्चुएटर में जाएगा इसलिए एक्चुएटरअगर यह एक मोटर है या एक वॉल्व है को एक झटका लग सकता है इसी तरह प्रक्रिया को भी बहुत ज्यादा इनपुट प्राप्त होगा इसलिए झटका लगेगा इसलिए आमतौर पर हम एक प्रोसेसर को संचालित करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर हम इनपुट बढ़ाना चाहते हैं तो इसे हम धीरे धीरे बढ़ाएं यहां 1 volt इनपुट देंअब 10 volt फिर 2 volt इतने सारे इनपुट्स कभी कभी प्रक्रिया में लगे उपकरणों या फिर एक्चुएटर उपकरणों के लिए हानिकारक भी हो सकता है इसलिए प्रश्न यह है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ट्रांसफर के दौरान PID आउटपुट मैनुअल इनपुट के नजदीक रहे वास्तव मेंप्रायः ऐसा नहीं होता हैवह भी इस तथ्य के कारण कि PID कंट्रोल याद रखें कि उसका आउटपुट एक्चुएटर में नहीं जा रहा है लेकिन यह हर समय सेट प्वाइंट और मेजरमेंट दोनों पाते रहता है इसलिए यह हर समय सब कुछ करते रहता है जैसे त्रुटि की गणना करना उसके इंटीग्रल की गणना करना इसलिए यह भी संभव है कि वास्तव में PID कंट्रोल आउटपुट सैचुरेटेड हो उस समय के दौरान जब आप प्रक्रिया को मैनुअल इनपुट के द्वारा मैनिपुलेट कर रहे थे उस दौरान यह काफी संभव है कि PID आउटपुट सैचुरेट हो गया हो मतलब अब यह या तो अपने नेगेटिव अधिकतम या पॉजिटिव अधिकतम से प्रारंभ होगा इसलिए अब अगर आप अचानक स्विच को बदल देंगे तो आप प्लांट को एक झटका देंगे और हम इससे बचना चाहते हैं तो इससे कैसे बचा जाए इसलिए इससे बचने के लिए इनपुट u के बदले हम इनपुट ΔU देना चाहेंगे इसलिए आप देखिए कि यह एक अच्छी योजना है जो उस प्रक्रिया को टाल देता है तो मान लीजिए कि आप मैनुअल कंट्रोल में है तो वास्तव में आप हर समय ΔU दे रहे हैं तो यहां पर एक पॉजिटिव नेगेटिव पहुंच है और अगर आप स्विच को पॉजिटिव पर दे रहे हैं तो हर बार आप ΔU इनपुट दे रहे हैं और अगर आप स्विच को नेगेटिव पर दे रहे हैं तो आप ΔU इनपुट दे रहे हैं और यह ΔU यहां पर कुछ उपकरण के द्वारा इंटीग्रेट हो रहा है ओके हो सकता है कि अब एक्चुएटर में और PID कंट्रोलर भी आपको u ना दें बल्कि आपको एक वृद्धिशील इनपुट ΔU देमतलब हर बार यह ΔU की गणना करें अब यह ΔU की कैसे गणना करता है यह हम जल्द ही देखेंगे लेकिन यह मान ले कि PID कंट्रोल को इस शैली में लागू किया गया है जिसे वृद्धिशील PID कंट्रोल शैली कहा जाता है और यह आपको ΔU देता है ठीक है तो अब यह हो रहा है कि मान लीजिए UK - 1 इनपुट तक आप मैनुअल मोड में है अब अचानक UK इनपुट पर UK - 1 और UK के बीच मेंसमय अंतराल K 1 से K के बीच में आपने स्विच को ऑटो मोड पर डाल दिया है तो अब यह होगा कि इस फलस्वरूप अब एक UK 1 ΔUK इनपुट एक्चुएटर में जुड़ जाएगा और यह ऑटो मोड से आएगा लेकिन आप यह देखिए कि वास्तव में यह एक डेल्टा टर्म है मतलब यह एक इंक्रीमेंट है इसलिए यह ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता इसलिए प्रक्रिया एक पुराना मैनुअल इनपुट पाएगा और साथ में उसमें एक छोटा सा बदलाव होगा जोकि ऑटो के कारण होगा इसलिए इसे झटका नहीं लगेगा तो अब यह ΔUK धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रक्रिया को धीरे धीरे एक इनपुट से दूसरे इनपुट पर ले जाएगा इसलिए ऑटो से मैनुअल मोड में हस्तांतरण झटका रहित होने वाला है इसलिए यह वह समस्याएं हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा विशेष रुप से जब आप इंटीग्रल टर्म को लागू करने की कोशिश कर रहे हो अब डेरिवेटिव टर्म पर आते हैंडेरिवेटिव्स के साथ पहली समस्या यह है कि आमतौर पर डेरिवेटिव्स उच्च फ्रीक्वेंसी शोर को उड़ा देते हैं यह उच्च फ्रीक्वेंसी शोर आता कहां से है सेंसर उनमें से एक चीज है जहां से उच्च फ्रिकवेंसी शोर आता है उदाहरण के लिए एक प्रवाह सेंसर पर विचार करते हैं प्रवाह सेंसर का प्रवाह हमेशा अशांत रहता है आप जानते हैं कि द्रव वास्तव में अनियमित तरीके से बहते हैं जब भी प्रवाह एक निश्चित वेग से ज्यादा होता है तो प्रवाह अशांत रहता है इसलिए जो भी सेंसर होअब यह अशांत फ्रीक्वेंसी प्रेरित करता है जोकि औसत वॉल्यूमैट्रिक प्रवाह दर से ज्यादा होता है तो जब औसत वॉल्यूमैट्रिक प्रवाह दर हो सकता है इस तरह बदल रहा हो तब सेंसर से आपको जो सिग्नल मिल रहा है उसमें हो सकता है उच्च आवृत्ति घटक मौजूद हो ये सिग्नल वास्तव में टर्बूलेंस के कारण आते हैं और यह नायज उत्पन्न करता है आपको इस कथन को समझने की जरूरत है मान लीजिए आपके पास एक सिग्नल है जो इस तरह जाता है और उस पर एक नाइज इस तरह है मैं इसका चित्र बना रहा हूं वास्तव में नाइज का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है अब अगर आप इस सिग्नल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा कम फ्रीक्वेंसी वाले वास्तविक सिग्नल का डेरिवेटिव इस पॉइंट तक पॉजिटिव रहेगा फिर धीरे धीरे कम होगा और यहां नेगेटिव हो जाएगा बाकी सिगनल्स के डेरिवेटिव का क्या होगा देखिए बाकी सिगनल्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और कुछ ही समय में नेगेटिव मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा मतलब इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिगनल्स तो थोड़ा बहुत एक दूसरे के आसपास हैं लेकिन इनके डेरिवेटिव बिल्कुल अलग है तो अगर आप इनका सटीक डेरिवेटिव करते हैं तो एक कम राशि का उच्च फ्रिकवेंसी नाइज भी कंट्रोल इनपुट में बहुत ज्यादा अंतर प्रदान करेगा इसलिए आपको एक ऐसा डेरिवेटिव इस्तेमाल करना होगा जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी तक डेरिवेटिव के रूप में काम करें लेकिन निश्चित फ्रीक्वेंसी के बाद इसका गेन नहीं उड़े ठीक है मतलब हम लोगों को उच्च फ्रीक्वेंसी नाइज के लिए गेन को सीमित करना होगा तो यह करने के लिए डेरिवेटिव्स का ट्रांसफर फंक्शन s होता है हम सिग्नल के ट्रांसफर फंक्शन पर विचार करते हैं जो है S 1Ts अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगा S 1Ts भी बदलेगा कम फ्रीक्वेंसी पर यह टर्म 1 की तुलना में कम होगा इसलिए इस क्षेत्र में यह s की तरह काम करेगा जबकि इस भाग में यहां s बड़ा हैTs 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होगा और इसलिए यह गेन 1T के बराबर हो जाएगा यह 1T का स्तर है तो अब आप देखिए कि हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी क्षेत्र में एक डेरिवेटिव है लेकिन उच्च फ्रीक्वेंसी क्षेत्र में हमारे पास एक कांस्टेंट गेन 1T है तो इस तरीके से आपको डेरिवेटिव को व्यवस्थित करना होगा तो विचार यह है कि कम फ्रीक्वेंसी के लिए यह S है और उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए यह 1T है अब यह कुछ प्रकार के मैकेनिकल एक्चुएटर्स के लिए भी उपयोगी है जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ही उच्च फ्रीक्वेंसी सिग्नल देते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं तो आप इसे बहुत ही उच्च फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव घुमाव बल प्रदान करते हैं जोकि मैकेनिकल एक्चुएटर्स जैसे कि कंट्रोल वाल्व के लिए ठीक नहीं है यह वाल्व का नुकसान भी कर सकता है और जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया था की ऐसे नॉइज कई प्रकार के मेजरमेंट्स से आ सकते हैं विशेष रूप से प्रवाह मेजरमेंट जोकि औद्योगिक प्रक्रिया में बहुत ही सामान्य है तो अब यह डेरिवेटिव कंट्रोल संरचना से संबंधित दूसरी समस्या है और अभी तक हमने PID कंट्रोल को इस तरह लागू किया है कि यह त्रुटि टर्म यहां जाता है और KP KI और KD से गुना हो जाता हैऔर हमने यह भी देखा कि हम प्रक्रिया को झटका देने से बचना चाहते हैं ठीक है इसलिए क्या होता है जब आप बहुत सारे मामलों में सेट पॉइंट को एक स्टेप की तरह बदला जाता है तो अगर आप स्टेप की तरह बदलेंगे तो त्रुटि का क्या होगा यह भी स्टेप की तरह बदलेगा तो अब इस डेरिवेटिव आउटपुट का क्या होगा यह इस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फिर शून्य पर आ जाएगा मतलब अगर आप डेरिवेटिव को यहां रखते हैं तो आप प्लांट को एक झटके वाला इनपुट दे रहे हैं तो अब प्रश्न यह है कि मैं कैसे इन झटकों को टाल सकता हूं लेकिन अगर r नहीं बदलता है अगर r कांस्टेंट हैऔर अगर y दूसरे कई बाधाओं के कारण बदलता है मतलब मुझे डेरिवेटिव कंट्रोल रखना होगा मैं डेरिवेटिव कंट्रोल का त्याग नहीं कर सकता मैं इसे रखना चाहता हूंमैं इसे सिर्फ उस समय के लिए छोड़ना चाहता हूं जब बदलाव स्टेप की तरह हो रहा हो तो अब इसे लागू करने का आसान तरीका यह है कि जब r कांस्टेंट है तब e r y है इसलिए dedt dy dt होगा जब r कांस्टेंट है तो यहां de dt रखने के बदले मैं यहां y को भी ले सकता हूं और चिन्ह को बदलकर उसी ब्लॉक को यहां लागू कर सकता हूं इसलिए जब r नहीं बदलेगा तब मुझे यहां ddt के बराबर प्रभाव मिलेगा लेकिन जब r स्टेप की तरह बदलेगा तो यहां उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तो इस समय के दौरान यह साधारणतया धीरे धीरे बढ़ेगा और उसका परस्पर प्रभाव आपको यह मिलेगा कि जैसे जैसे Y बढ़ेगा आपको फिर से PD प्रभाव मिलेगा लेकिन यह झटका अब नहीं आएगा तो ये कुछ याद रखने योग्य चीजें हैंजब डेरिवेटिव कंट्रोल को लागू किया जाना हो अब हम अंतिम विषय पर आते हैं जो है डिजिटल क्रियान्वयन क्योंकि आजकल वास्तव में सभी कंट्रोलर्स माइक्रोप्रोसेसर के उपयोग से क्रियान्वित किए जाते हैं तो अब हम PID समीकरणों को माइक्रोप्रोसेसर में कैसे क्रियान्वित करेंगे तो यह बहुत ही आसान है अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसे डिस्क्रेटाइजेशन कहते हैं दूसरे शब्दों में हम इंटीग्रल को एक सम से बदल देंगे डिजिटल कंट्रोलर में हम एक निश्चित क्षणिक समय पर इनपुट की गणना कर सकते हैं इस क्षणिक समय को सेंपलिंग इंसटेंट कहते हैं इसलिए Kth सेंपलिंग इंसटेंट पर जब समय का मान kt है इनपुट मैं फिर से 3 पद शामिल है kT पर अनुपातिक मान kT पर इंटीग्रल मान और kT पर डेरिवेटिव मान अब प्रश्न यह है कि इन अनुपातिक इंटीग्रल और डेरिवेटिव पदों की गणना कैसे की जाए तो अनुपातिक पद है P KP e तो हम सिर्फ समीकरणों को सैंपल कर रहे हैं इंटीग्रल कंट्रोलर को वास्तव में ट्रेपीजॉयडल इंटीग्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है नहीं नहीं ट्रेपीजॉयडल इंटीग्रेशन नहीं बल्कि इसे बैकवर्ड डिफरेंस इंटीग्रेशन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है ठीक है तो अब हम यह कर रहे हैं कि हमने आमतौर पर मान लिया है कि क्योंकि e समय अंतराल k 1 से k के बीच में कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल तो आमतौर पर हम यह कर रहे हैं कि अगर यह e है यह ek 1 है और यह ek है तो इंटीग्रल क्या होगा और यह ek1 है त्रुटि इस तरह से घट रहा है इसलिए ek से ek 1 के बीच में या कहें कि समय अंतराल kT से k1T के बीच में त्रुटि समान बना हुआ है इसलिए इंटीग्रल आयत की तरह थोड़ा बढ़ जाएगा तो अगर मैं e को T से गुना कर दूँ तो यह इंटीग्रल होगा और अब इसे अगर मैं इंटीग्रल की पिछली राशि के साथ जोड़ दूँ तो हमें इंटीग्रल की वर्तमान राशि मिलेगी ठीक इसी प्रकार से डेरिवेटिव पद को भी हम आसानी से प्राप्त करेंगे इस T को यहां ले आइए तब आपको आमतौर पर y के डेरिवेटिव का एक अनुमानित मान मिलेगा तो आमतौर पर हमें सैंपल का उपयोग करके y के डेरिवेटिव और y के इंटीग्रल का अनुमानित मान निकालना है और इस क्रियान्वयन को प्रायः पोजीशन फॉर्म कहते हैं इसे पोजीशन फॉर्म कहा जाता है क्योंकि इसमें संपूर्ण इनपुट u की गणना की जाती है अब कुछ मामलों में हमने यह भी देखा था कि u के बदले Δu उत्पन्न करना जरूरी थाठीक है तो अब प्रश्न यह है कि Δu को कैसे उत्पन्न किया जाए जिसे कि PID कंट्रोलर का वृद्धिशील क्रियान्वयन कहते हैं या इसे कभी कभी वेलोसिटी फॉर्म भी कहते हैं तो वेलोसिटी फॉर्म में हमें Δu की गणना करने की जरूरत है Δu कुछ नहीं बल्कि u uT है तो हम u और uT के पिछले फार्मूला को यहां रख लेंगे और फिर घटा देंगे तो इसे घटाने से हमें KP e eT मिलेगा इसी तरह इंटीग्रल पद i और iT है तो यहां हमें एक अतिरिक्त पद मिलेगा इसलिए यह Δu का इंटीग्रल पद है और यह Δu का डेरिवेटिव पद है जोकि वास्तव में इसका और इसी के समय पर मान के अंतर के बराबर है तो आमतौर पर इन पदों के अंतर को लेकर आप बहुत ही आसानी से Δu उत्पन्न कर सकते हैंयह कोई कठिन समस्या नहीं है और अंत में हमें u देना है हमें केवल uT और Δu को जोड़ देना है हमने इनकी गणना की है इसलिए हमें केवल uTको उसके साथ जोड़ देना है और यहां कुछ एक्चुएटर्स भी हैं जैसे कि आपको पता है स्टेपर मोटर्स जिसमें एक्चुएटर खुद ही आउटपुट को इंटीग्रेट करता है तो आपको यह योग नहीं देना है आपको केवल Δu देते जाना है और एक्चुएटर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसे लगातार जोड़ता जाएगा उदाहरण के लिए एक पोजिशन कंट्रोल लेते हैं जिसमें स्टेपर मोटर का उपयोग किया गया हो इनमें Δu इनपुट देना बहुत ही आसान है वास्तव में इनपुटΔu ही देना चाहिए और इसलिए PID कंट्रोल को इसी शैली में क्रियान्वित करना चाहिए जैसा कि हमने देखा है इस वृद्धिशील क्रियान्वयन के कुछ नुकसान भी है क्योंकि इस मामले में हम वास्तव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं क्योंकि u मैं पहले से ही एक डेरिवेटिव पद मौजूद है और हम एक और डेरिवेटिव ले रहे हैं क्योंकि हम Δu की गणना करना चाहते हैं इसलिए सेंपलिंग समीपता के कारण यहां पर बड़ी मात्रा में नाइज उत्पन्न हो सकता है जिसका हमें ध्यान रखना होगा इसलिए आपका सेंपलिंग अंतराल अच्छा होना चाहिए मतलब बहुत ही छोटा और इसका वृद्धिशील क्रियान्वयन का फायदा यह है कि इसमें बहुत सारे एक्चुएटर्स को झटकारहित ऑटो मैनुअल ट्रांसफर देना बहुत ही आसान है और इसकी जरूरत भी है अब यहां पर एक रोचक घटना है जो आमतौर पर कभी कभी घटती है वह यह है कि इस मोड को इस शैली में क्रियान्वित किया जाता है यहां एक PID कंट्रोलर है जब यह इंटीग्रल मोड में हो और अगर आप Δu पद को देखें तो आप पाएंगे कि इसका एक घटक e e है जोकि अनुपातिक भाग है अब इस घटक में r नहीं है यहां r नहीं होने का मतलब है कि संदर्भ इनपुट प्रकट नहीं हो रहा है क्योंकि er y इसी प्रकार er yतो अगर इनको आप घटा देते हैं और अगर r कांस्टेंट रहता है तब यह कांस्टेंट हो जाएगा और आपको केवल y y मिलेगा ठीक यही चीजें D मोड में होती हैं और P एवं PD मोड में भी r प्रकट नहीं होता है मतलब अगर आउटपुट में धीरे धीरे बदलाव भी होता है तो क्योंकि यहां r प्रकट नहीं होता है इसलिए यहां पर त्रुटि की पूरी मात्रा कंट्रोल इनपुट में प्रतिबिंबित नहीं होती है लेकिन इंटीग्रल भाग में एक e पद है और e मैं r भी मौजूद रहता है मतलब यहां r निरस्त नहीं हो रहा है इसलिए यह माना जाता है कि आमतौर पर जब आपको डिजिटल कंट्रोलर को वृद्धिशील शैली मैं इस्तेमाल करना हो तो आपके पास एक इंटीग्रल मोड होना जरूरी है अन्यथा प्रक्रिया नियंत्रक द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही किए बिना ही धीरे धीरे सेट प्वाइंट से दूर जा सकती है तो अब यह हमें इस पाठ के अंत पर ले आता है तो अब इस पाठ की एक बार समीक्षा कर लेते हैं तो अभी तक हमने P I और D मोड्स को देखा और हमने कई और पदों को भी देखा जैसे उनकी परिभाषाएं अनुपातिक बैंड इंटीग्रल समयडेरिवेटिव समय और उनका मतलब उनको कैसे मापा जा सकता है और भी कई चीजें हमने देखा कि अलग अलग कंट्रोल मोड्स आपको अलग अलग प्रकार के ट्रांजियंट और स्टेडी स्टेट प्रदर्शन देते हैं उदाहरण के लिए इंटीग्रल कंट्रोल मोड इंटीग्रल विंड अप उत्पन्न कर सकता है और ठीक इसी प्रकार हमने देखा कि डेरिवेटिव कंट्रोल मोड आपको बहुत ही नाइजी प्रदर्शन दे सकता है तो हमने इन कंट्रोल मोड्स का प्रदर्शन पर प्रभाव को देखा और अंत में हमने डिजिटल क्रियान्वयन को भी देखा अब हम कुछ विचार योग्य बिंदुओं को देखते हैं जिसका उत्तर पिछले पाठों की तरह आप इस प्रस्तुति में ही पाएंगे अगर आपने इसे सावधानीपूर्वक देखा हो तो इसलिए आप खुद ही अनुपातिक बैंड इंटीग्रल टाइम व डेरिवेटिव टाइम की परिभाषाएं लिखना पसंद करेंगे आप उन कारणों की व्याख्या करना पसंद करेंगे जो इंटीग्रल विंड अप उत्पन्न करते हैं तो इंटीग्रल विंड अप आमतौर पर दो कारणों से होता है वह कारण क्या क्या है और हमने इस पाठ में दो कंट्रोल संरचना की व्याख्या की है जो इंटीग्रल विंड अप को टाल सकता है तो इसे कैसे टाला जाए और फिर हमने यह भी देखा था कि डेरिवेटिव कंट्रोल लागू करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि आप बेकार की बाधाएं ना उत्पन्न करें और प्लांट को झटका ना दें वह क्या चीजें हैं और अंततः आपने देखा कि एक PID कंट्रोल को पोजीशन फॉर्म और वेलोसिटी फॉर्म में क्रियान्वित किया जा सकता है तो आपको यह सोचना है कि इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए कब किस की जरूरत पड़ती है और झटकारहित ट्रांसफर क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इन प्रश्नों का उत्तर बहुत सारे पाठ्य पुस्तकों में भी है और इस व्याख्यान में भी है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद